कॉनिक खंड VIII सभी को नमस्कार इंजीनियरिंग ड्राइंग और कंप्यूटर ग्राफिक्स पर हमारे एनपीटीईएल ऑनलाइन प्रमाणन पाठ्यक्रमों में आपका स्वागत है हम मॉड्यूल नंबर 2 और व्याख्यान संख्या 16 में हैं इस मॉड्यूल में हम कॉनिक अनुभागों के बारे में सीख रहे हैं विशेष रूप से कैसे परवलय का निर्माण किया जाए कैसे एक नार्मल और टेनजेंट का निर्माण किया जाए पिछली कक्षाओं में हमने देखा है कि पैराबोला का निर्माण तब किया जाएगा जब एक खंड तिरछा किनारों के समानांतर होगा यदि हम इसका निर्माण करने जा रहे हैं तो एक खंड लें फिर हम एक पैराबोला के निर्माण की स्थिति में होंगे इसलिए अंतिम कक्षाओं में हमने फोकस डायरेक्ट्रिक्स विधि के बारे में सीखा है कैसे एक पैराबोला और एक आयत विधि का निर्माण करने के लिए आज की कक्षा में हम टेनजेंट विधि के बारे में जानेंगे उदाहरण के लिए 70 मिलीमीटर के आधार के साथ एक पैराबोला का निर्माण कैसे किया जाता है और आधार पर टेनजेंट 60 को आधार बनाती है आइए हम इस तस्वीर को देखें यहां आधार लंबाई 70 मिमी दी गई है और टेनजेंट उदाहरण के लिए C के टेनजेंट में से एक कोण 60 बनाता है इसी प्रकार C पर शुरू होने वाला दूसरा टेनजेंट B से सभी तरह से जाता है यह भी 60 बनाता है उस स्थिति में यदि केवल आधार 70 मिमी दिया जाता है और टेनजेंट 60 बना रही है फिर एक पैराबोला का निर्माण कैसे किया जाए जो इन स्थितियों को रेखांकन से संतुष्ट करे 8 सबसे पहले हमें जो करना है वह एक ग्राफिक निर्माण के लिए है बिंदु A और B को चिह्नित करें ये दो बिंदु 70 मिमी से अलग हैं इसलिए यह एक 70 मिमी अलग है फिर A उपयोग करने वाले यंत्र से A रेखा बनाकर 60 अप बनाते हैं इसी प्रकार B से दूसरी रेखा खींचते हैं जो C बिंदु पर पहली रेखा से जुड़ती है और B से यह 60 भी बनाती है एक बार जब यह हो जाता है तो A को C को समान भागों में विभाजित करें समान भागों जैसे 1 2 3 से 9 इसलिए 10 बराबर हिस्से हम इस तरफ बनाने जा रहे हैं इसी तरह C से B तक भी 10 बराबर हिस्से हम बनाने जा रहे हैं निर्माण के बाद ये बिंदु हम आरोही क्रम और अवरोही क्रम में चिह्नित करने जा रहे हैं 1 2 3 4 और 9 जैसी कोई चीज़ तो 1 2 3 4 5 से 9 तक शुरू होती है इसलिए आरोही क्रम और अवरोही क्रम में हम समान भागों बनाते हैं जब ये पंक्तियाँ उदाहरण के लिए हम इसे एक 1 बिंदु और 1 बिंदु को एक रेखा से जोड़ते हैं इसी तरह 2nd पॉइंट और 2nd पॉइंट उन्हें एक लाइन से जोड़ते हैं 3rd से 3rd पॉइंट इसी तरह 6th पॉइंट से 6 वें तक हम इसे जोड़े करते हैं उसके बाद एक चिकनी वक्र से जुड़ें जो इन सभी लाइनों से गुजरता है तो यह वक्र कुछ अर्थों में इस वक्र को स्पर्श करता है यह वह तरीका है जिससे हम टेनजेंट विधि द्वारा पैराबोला का निर्माण करते हैं यदि हमारे पास अधिक अंक हैं तो यह एक बहुत ही चिकनी वक्र होगा शीट पर हम करते हैं सबसे पहले हमें छह 70 मिमी बेस का निर्माण करना होगा Let us draw that base on this sheet mark 70 mm mark these points as A and B these are the points After that 60 angle we have to make with A the tangents are making 60 Join them A to up so that these are going to intersect at point C आइए हम इस शीट पर आधार बनाते हैं 70 मिमी का निशान इन बिंदुओं को A और B के रूप में चिह्नित करें ये बिंदु हैं उस 60 कोण के बाद हमें ए के साथ बनाना होगा टेनजेंट 60 बना रही हैं उनसे जुड़ें A से ऊपर ताकि ये बिंदु C पर इंटेरसेक्ट करने जा रहे हैं अब एक झुके हुए कोण का उपयोग करके दोनों तरफ समान संख्या में विभाजन बनाएं रेखा को विभाजित करें यह A से C से शुरू हो सकता है या यह A आह C से A तक भी हो सकता है यह पूरी तरह से ठीक है पहला दूसरा तीसरा चौथा 5 वां 6 वां 7 वां 8 वां 9 और 10 अब इन बिंदुओं से जुड़ें अब हम रोलर स्केलर का उपयोग कर सकते हैं यदि यह उसी के समानांतर से गुजर सकता है इसलिए हम इन बिंदुओं को चिह्नित कर सकते हैं तो हम जो संख्या बनाने जा रहे हैं वह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक है इसी तरह इस लाइन को CB भी विभाजित करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 एक बार जब यह हो जाता है तो B के साथ इस 10 वीं में शामिल हों और इन बिंदुओं से सावधानीपूर्वक गुजरने के लिए हमारे रोलर स्केल को स्थानांतरित करें एक बार यह हो जाने के बाद हम इन बिंदुओं को 1 2 3 4 को पूरे 5 6 नाम देते हैं यह 7 वां बिंदु है 8 वां 9 अब हमें जो करना है वह 1 1 के साथ 1 में शामिल हो जाता है इसी तरह 2 के साथ 2 फिर 3 इसी तरह 4 5 अंकों की अधिक संख्या यह एक चिकनी वक्र होगी फिर 8 और 9 इसलिए हमारे पास पहले से ही उस पहुंच क्षेत्र है एक चिकनी वक्र इन रेखाओं से गुजरती है हमें निर्माण करना है तो 1 इस तरह से हम एक पैराबोला का निर्माण करते हैं अगर हम इन निर्माण लाइनों को चिह्नित करना चाहते हैं तो इन वर्टीकल रेखाओं को छोड़ दें और तीर 70 से चिह्नित करें और दूसरा झुकाव यह है कि यह 60 है अब हम तैयार पैराबोला के लिए एक नार्मल निर्माण करते हैं और यह इन मानदंडों और टेनजेंट के निर्माण के लिए एक समन्वित विधि के रूप में लोकप्रिय है इसके अलावा सबसे पहले हमें जो करना है वह है C से एक वर्टीकल रेखा से नीचे C से K से एक लंबवत रेखा प्रतिच्छेदन बिंदु पैराबोला का शीर्ष है हम इसे V नाम देते हैं उसके बाद यदि हम एक बिंदु P पर एक नार्मल रेखाचित्र बनाने में रुचि रखते हैं तो हम इस बिंदु P पर विचार करें यहाँ हम उस दिशा में एक नार्मल जैसा कुछ बनाना चाहते हैं ऐसा करने के लिए सबसे पहले वर्टेक्स से 20 यूनिट नीचे जाएं इंटेरसेक्ट बिंदु P का पता लगाएं और वर्टीकल लाइन C से K तक एक और S का पता लगाएं तो सबसे पहले हमें P और S का पता लगाना होगा उसके बाद V से S की दूरी को मापना होगा V से S तक जो भी दूरी है V से T तक कम्पास का उपयोग करते हुए इसे भी खोज लेते हैं तो इस बिंदु को खोजें T उसके बाद बिंदु T से P तक जुड़ने वाली एक रेखा खींचें अगर हम इस लाइन का विस्तार कर रहे हैं तो इसे हम टेनजेंट रेखा कहते हैं एक बार टेनजेंट रेखा होने के बाद हम आसानी से उस बिंदु से गुजरते हुए एक 90 नार्मल निर्माण कर सकते हैं यह कोण 90 माना जाता है और यह एक नार्मल रेखा है और यह एक टेनजेंट रेखा है आइए हम उस कदम का निर्माण करें इस शीट को देखते हैं हम पहले ही इस पैराबोला का निर्माण कर चुके हैं अब एक बिंदु का पता लगाएं उदाहरण के लिए यह एक हमें इस बिंदु को चिह्नित करें हम टेनजेंट और नार्मल निर्माण में रुचि रखते हैं अब पहला कदम C से K तक है हमें एक वर्टिकल लाइन बनानी होगी एक हम लंबवत द्विभाजक का उपयोग कर सकते हैं ताकि हम शामिल होने की स्थिति में हों या किसी भी तरह से आधार 70 मिमी है इसलिए हम वक्र पर 35 मिमी का पता लगा सकते हैं यहां से 35 तक यह एक है अब C से जुड़ें और K को इंगित करें इस बिंदु को K और इंटेरसेक्ट के बिंदु को V नाम दें अब V के नीचे हमें 20 मिमी नीचे जाना है जहाँ हम एक क्षैतिज रेखा खींचते हैं जो बिंदु 20 मिमी नीचे है इसलिए अगर मैं इसका निर्माण करने जा रहा हूं तो यह बिंदु यहां कहीं नहीं जाता है यदि यह वह बिंदु है जहां हम निर्माण करना चाहते हैं तो हमें वहां एक क्षैतिज रेखा गिरानी होगी तो अगर यह 20 मिमी है तो इस बिंदु का पता लगाएं यह बिंदु जिसे हम S कह रहे हैं और यह बिंदु P के रूप में है अगला बिंदु यह है कि हमें V S को T S के बराबर चिह्नित करने के लिए एक कम्पास का उपयोग करना होगा V इसलिए इस बिंदु को T के रूप में खोजें अब T और P बिंदुओं को मिलाएं तो हम अपने पेन का उपयोग करते हैं यह एक टेनजेंट रेखा है और नार्मल है 90 से यह बिंदु P से गुजर रहा है इसलिए 90 का पता लगाएं P के साथ लाइन से जुड़ें और उसके बाद इसे गहरा करें तो यह सामान्य है तो एक टेनजेंट और नार्मल कोई भी उस तरह से इसका निर्माण कर सकता है अगर कुछ बिंदु P कहीं न कहीं हम निर्माण करना चाहते हैं सबसे पहले हमें जो करना है वह एक क्षैतिज रेखा है यह क्षैतिज रेखा है इसे हम S कहते हैं S से V तक माप एक ही लंबाई का उपयोग करें अन्य बिंदु T को चिह्नित करें T को शामिल करें और एक नया बिंदु अब हमें डायरेक्ट्रिक्स का पता लगाते हैं और पैराबोला पर ध्यान केंद्रित करते हैं इस पैराबोला निर्माण के लिए हमने जो उपयोग किया है वह आधार और टेनजेंट का उपयोग करके है हम पैराबोला के निर्माण की स्थिति में हैं फिर किसी भी बिंदु पर अगर हम पैराबोला टेनजेंट और नार्मल निर्माण में रुचि रखते हैं तो हम आगे मापते हैं कि यह T V S बिंदु के बराबर है और इसके आधार पर हमने इसका निर्माण किया है अब एक डायरेक्ट्रिक्स का निर्माण कैसे करें जो पैराबोला उत्पन्न कर रहा है और यह भी कि वास्तव में फोकस कहाँ स्थित है पैराबोला के निर्माण के बाद एक पी क्यू रेखा खींचना तो पॉइंट P से गुजरने वाले सभी तरह से वर्टिकल लाइन का उपयोग करें यह पॉइंट P है और यह लाइन P Q हमेशा C K लाइन के समानांतर होनी चाहिए यही वह तरीका है जिसका निर्माण करना है फिर हमें फोकस बिंदु F को इस तरह से पता लगाना है कि ∠Q P ∠Q P F को दो समान भागों में विभाजित किया जाता है ∠Q P T और ∠T P F इस तरह से फ़ोकस पॉइंट का पता लगाना है इसलिए पहले से ही हम एक चुने हुए बिंदु पर टेनजेंट हैं यहां हमने पहले से ही टेनजेंट का निर्माण किया है इसलिए पहले एक वर्टीकल रेखा खींचिए इस कोण को मापिए उस कोण से बिंदु को फिर से फोकस करने के लिए दूसरे कोण को पुन उत्पन्न कीजिए यदि यह सीधे मापने योग्य है तो हम उसका उपयोग करने की स्थिति में होंगे अन्यथा कोण द्विभाजक विधि हम इस फोकल बिंदु F का पता लगाने के लिए इसका उपयोग करेंगे तो हमें कदम से कदम मिलाएं इसे अपनी शीट पर शुरू करते हैं उदाहरण के लिए यहाँ हमने पहले ही बिंदु P से गुजरने वाली एक वर्टीकल रेखा का निर्माण कर लिया है अब हमें जो करना है वह इस P के माध्यम से एक वर्टीकल रेखा खींचना है इसलिए एक रेखा खींचने के लिए हमारे प्रोट्रैक्टर या शायद सेट स्क्वायर का उपयोग करें इसे खोजें बिंदु कहीं Q इसलिए Q दिशा में एक लंबवत रेखा पहले हमें P को खींचना है और हमें पहले से ही स्थित होना चाहिए यह Q P T फोकल पॉइंट का पता लगाने के लिए कहीं पर एक समान कोण बनाने वाला है यदि यह कोण द्विभाजक जैसा कुछ है तो जिस तरह से हमने निर्माण किया है यदि कोई बिंदु P है यदि कोई रेखा है तो सबसे पहले कुछ समान त्रिज्या के साथ दो चाप बनाते हैं फिर से एक और चाप बनाते हैं यहाँ से एक और चाप बनाते हैं हालाँकि इस समस्या में हमारे पास क्या है हमारे पास यह रेखा है यदि हमारे पास यह Q बिंदु P और T है जिसे हम जानते हैं तो हमारे पास यह रेखा है अब सवाल यह है कि इस लाइन एफ को कहीं और कैसे खोजें सबसे पहले एक कोण A बनायें वहां से Q से एक चाप बनाने की कोशिश करें उदाहरण के लिए यदि हम यह पता लगाना चाहते हैं कि यह F लाइन या आर्क कहां जा रहा है सबसे पहले P पॉइंट जाना जाता है Q का पता लगाएं और इसे इन लाइनों से गुजरना होगा तो उस तरह से एक अर्धवृत्त या पूर्ण चक्र बनाएं फिर इस Q से उस तरह से एक चाप को चिह्नित करें क्योंकि हमें F के बारे में कुछ भी पता नहीं है कि वास्तव में यह कहां से समाप्त होने जा रहा है हम क्या करने जा रहे हैं पहले से ही T पॉइंट हमें पता है T पॉइंट से एक कट बनाओ इसलिए एक बार जब हम कटौती करते हैं तो हमारे पास एक बिंदु कुछ ऐसा होता है और इन दो पंक्तियों में शामिल हो जाता है वही विधि हम इसका उपयोग यहाँ समान कोण द्विभाजक बनाने में करेंगे P से सबसे पहले यहाँ एक बिंदु को चिन्हित करें और यह इन रेखाओं पर कहीं जा रहा है तो एक वृत्त खींचिए यह इस बिंदु पर इंटेरसेक्ट करने वाला है इसलिए एक चाप बनाएं जो T के माध्यम से गुजर रहा है हमने जो निर्माण किया है P चिह्न से कुछ त्रिज्या है एक बार त्रिज्या उस बिंदु चिह्न से है यह इस तरह से T पॉइंट से गुजरता है उस रास्ते से T पॉइंट से गुजरें एक बार यह हो जाने के बाद पहले से ही T पॉइंट हमें पता है तो उस बिंदु का पता लगाएं इस पहले से निर्मित सर्किट को काट दें तो यह इंटेरसेक्ट बिंदु यहां है तो यह केंद्र बिंदु माना जाता है अब P बिंदु और F बिंदु से जुड़ें इस तरह से हम फोकस बनाते हैं एक बार ध्यान केंद्रित करने के बाद अब डायरेक्ट्रिक्स का पता लगाना आसान है क्योंकि पैराबोला एक्सेंट्रिसिटी के लिए एक है इसलिए F से V तक जो भी दूरी है V से उस बिंदु तक भी वही दूरी है जहां हम जा रहे हैं तो हम इस बिंदु को O कहते हैं अब रोलर स्केलर का उपयोग करें समानांतर ले जाएँ ड्रा डॉट तरह की रेखा तो इस पैराबोला के लिए यह निर्देश है फोकल बिंदु F है और कोई बिंदु P यह वह तरीका है जिससे हम किसी दिए गए पैराबोला के लिए फोकस पॉइंट और डायरेक्ट्रिक्स बनाते हैं अगली कक्षा में हम सीखेंगे कि हाइपरबोला का निर्माण कैसे किया जाए विशेष रूप से डायरेक्ट्रिक्स और सनकीपन का उपयोग करके